सभी को नमस्कार पिछली दो कक्षाओं में हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर मॉडुलो संख्या 8 के अप और डाउन काउंटर पर चर्चा की और हमने यह देखा कि यह मॉडुलो संख्या 16 के लिए यह कैसे कार्य करता है ठीक और बेशक हम समझ सकते हैं कि यह मॉडुलो संख्या 4 के लिए भी यह कैसे कार्य करता है ठीक है हालांकि मूल सर्किट जिस पर हमने चर्चा की वह 8 के लिए और एक उदाहरण हमने 16 के लिए भी देखा तो यह है जहां मोडुलो संख्या 2 की पूर्णांक घात में थी इसलिए आज की कक्षा में हम कुछ अन्य मोडुलो संख्या जैसे मोडुलो 3 काउंटर मोडुलो 5 काउंटर को देखेंगे और फिर हम कैस्केडिंग के प्रभाव को देखेंगे मेरा मतलब है कि अगर हम एक काउंटर को दूसरे काउंटर के साथ कैस्केड करते हैं तो हम एक मोडुलो संख्या प्राप्त कर सकते हैं जो कि यदि आप उन्हें गुणा करते हैं तो जो भी मान है वह मोडुलो संख्या आएगी अतः हम ऐसी व्यवस्था देखेंगे ठीक है अतः हम मॉड 3 काउंटर से शुरू करते हैं तो हम एक मॉड 3 काउंटर के सर्किट को देखते हैं ठीक यह JK फ्लिप फ्लॉप से बनी है और यह तुल्यकालिक है क्लॉक यहां दी गई है और इसमें B bar यहां A फ्लिप फ्लॉप के J इनपुट पर दिया गया है ठीक है और A आउटपुट B फ्लिप फ्लॉप के J इनपुट के रूप में जा रहा है और दोनों फ्लिप फ्लॉप के K इनपुट उच्च से जुड़े हुए हैं बहुत ही सरल सर्किट जिसे आप देख सकते हैं ठीक है अब देखते हैं कि यह सर्किट कैसे व्यवहार करता है यह सर्किट कैसे व्यवहार करता है ठीक है तो 0 0 से प्रारंभ किया गया है यह क्लॉक है तो 0 0 तब उस समय आपका JB KB और KA हमेशा 1 है यह स्थाई रूप से 1 से जुड़ा है ठीक है तो JB A है A 0 है मतलब JB 0 है और JA के बारे में क्या JA B bar है B 0 है इसलिए यह 1 है ठीक है JA B bar है इस प्रकार प्रतिपुष्ट किया गया है इसलिए यह 1 है तो क्लॉक ट्रिगर के बाद क्या होगा

इसमें दो व्यवस्थाएं होती हैं पहली व्यवस्था में पहले हम मॉड 3 रख रहे हैं ठीक है और B फ्लिप फ्लॉप जो कि उच्च हो रहा है और हर 3 क्लॉक पल्स पर 1 क्लॉक अवधि के लिए उच्च रहता है ठीक है तो वह B अगले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक की तरह दिया जाता है यह मॉड 2 काउंटर है ठीक तो इस स्थिति में क्या होता है इस स्थिति में यह आपका A और B है जो कि 0 0 0 1 1 0 इस प्रकार बदल रहा है पिछली स्लाइड में पिछली चर्चा से इसके बाद दोबारा 0 0 है 0 0 0 1 1 0 3 की गिनती आ चुकी है दोबारा 0 0 0 1 1 0 फिर से 0 0 0 1 1 0 क्योंकि 3 की गिनती हो चुकी है इसलिए यह दोहरा रहा है ठीक है अब हर बार B उच्च से निम्न तक जाता है तो B यहां पर उच्च से निम्न की ओर जाता है B यहां उच्च से निम्न की ओर जाता है B यहां पर उच्च से निम्न की ओर जाता है इसलिए यह Q जो यहां C की तरह लिखा हुआ है यह टॉगल करता है ठीक है तो यह टॉगल करता है मतलब C 0 था 0 से प्रारंभ किया गया थातो यह 1 हो जाता है यह 1 रहता है जब तक यहां इसे B की अगली नेगेटिव एज प्राप्त होती है तब फिर यह 0 हो जाता है और इस प्रकार चलता रहेगा क्या यह स्पष्ट है अब यदि आप इन 3 फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को एक साथ देखते हैं CBA ठीक है यहां दी गई इन क्लॉक पल्सेस के लिए जो विशिष्ट स्टेट ये परिभाषित करते हैं वे विशिष्ट स्टेट क्या हैं तो एक साथ रखकर आप देख सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 फिर दोबारा 0 0 0 0 01 आता है ठीक है आप देखते हैं यदि आप इसे इस लाइन CBA के साथ पढ़ते हैं तो आपको 123456 6 विशिष्ट स्टेट प्राप्त हुई हैं विशिष्ट स्टेट जिसके बाद यह दोहराता है इसका क्या अर्थ है